ठीक है आइए हम मैट्रिक्स वेक्टर ऑपरेशन पर जाएंठीक है तो एक सरल मैट्रिक्स वेक्टर ऑपरेशन क्या है तो आपके पास एक मैट्रिक्स ए है सरलता के लिए मैं इसे एन क्रॉस एन ले रहा हूं और आपके पास एक एन क्रॉस वन का एक वेक्टर है एक्स है और आप गणना करना चाहते हैं Ax बराबर y के y बराबर Ax के इसलिए मैं एक वेक्टरके साथ एक मैट्रिक्स गुणा करना चाहता हूं मैं काम कैसे वितरित करूं इसके लिए सरल कोड क्या है इसलिए मेरे पास एक लूप होगा 'fori 0 i n i' 'forj 0 j n j' और फिर मैं कहता हूं 'yi Aijj' ठीक है मैं मान रहा हूं कि मैंने yi 0 बाहर इनिशियलाइज़ किया है इसलिए यह वह ऑपरेशन है जिसे मैं करना चाहता हूं मुझे यह काम कैसे वितरित करना चाहिए इसे बांटने का एक अच्छा तरीका क्या है इसलिए जब आप इसे वितरित करना चाहते हैं तो कोड को न देखेंसमस्या को देखें मैं इस कार्य को थ्रेड्स के बीच कैसे वितरित करना चाहूंगा इसलिए मुझे एक बहुत ही सरल से शुरू करने देंठीक है मुझे ए के कॉलम वितरित करने दें यदि मैं थ्रेड्स के बीच A के कॉलम वितरित करता हूं तो क्या होगा तो हम कहते हैं थ्रेड 0 इस कॉलम का ध्यान रखता है थ्रेड 1 इस कॉलम का ध्यान रखता है तो यह क्या करेगा थ्रेड 0 क्या करेगा यह इस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट को गुणा करेगा और उस परिणाम के लिए यहाँ जाना होगा ठीक है लेकिन यह y का पूर्ण एलिमेंट नहीं है जो हम चाहते हैं यह सिर्फ एक आंशिक उत्तर है ठीक है और फिर थ्रेड वन क्या करेगा यह इसे इसके साथ गुणा करेगा और इसे इस पर जोड़ देगा सही तो इन थ्रेड्स को मूल रूप से अपने परिणामों को संयोजित करना होगा सही और फिर थ्रेड 0 भी जाएगा और दूसरा एलिमेंट उठाएगा इसे इस पहले एलिमेंट के साथ गुणा करें और यहां संग्रहीत करें और फिर थ्रेड 1 भी ऐसा ही करेगा इसे इस से गुणा करें और इसे यहां जोड़ें तो इस दृष्टिकोण के साथ क्या गलत है इसके बारे में क्या अच्छा है इसके बारे में क्या बुरा है छात्र हमारे पास एक लोड एक थ्रेड 1 है इसलिए उन सभी को एक ही स्थान पर लिखना होगा सही और यह बहुत बार हर बार आपको जाना होगा और y के एक एलिमेंट को अपडेट करना होगा बस आप एक गुणा एक जोड़ गुणा और फिर आपको y के एक एलिमेंट को एक्सेसकरना होगा और इसके लिए आपको इसे लॉक करना होगा क्योंकि अन्य भी हैं वहाँ पर ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं इस दृष्टिकोण के साथ और क्या मुद्दा है तो क्या आप लोगों ने सी या फोरट्रान के साथ काम किया है छात्र सी सी फोरट्रान के साथ किसी ने काम किया आपने फोरट्रान के साथ काम किया इसलिए सी और फोरट्रान में जिस तरह से मैट्रिसेस स्टोर किए जाते हैं उसमें बुनियादी अंतर होता है इसलिए जब आप कोडिंग कर रहे हों तो आपको बहुत सावधान रहना होगा विशेष रूप से मेरा मतलब है यदि आप एक के लिए अभ्यस्त हैं तो आप इसके बारे में जानते हैं इसलिए सी जिस तरह से मैट्रीस को स्टोर करता है वह यह है कि यह उन्हें पंक्ति प्रमुख क्रम में संग्रहीत करता है जिसका अर्थ है कि अगर यह a11 a12 a13 a21 a22 a23 इत्यादि हैभौतिक स्मृति में भौतिक स्मृति में मैट्रिक्स संरचना नहीं है ठीक हैजाहिर है यह सिर्फ एक रैखिक है आप इसे एक रैखिक संरचना के रूप में सोच सकते हैं पते रैखिक रूप से व्यवस्थित होते हैं इसलिए a11 को कुछ स्थान पर संग्रहीत किया जाएगासही है जो भी यह स्थान हो सकता है 1002 पता हो सकता है और फिर अगले स्थान पर a12 और फिर a13 और फिर a21 और फिर a22 फिरa23 और इसी तरह इस तरह C मैट्रीस को स्टोर करता है और फोरट्रान मैट्रीस को कैसे स्टोर करता है दूसरा तरीका सही कॉलम प्रमुख क्रम इसलिए फोरट्रान इसे a11 के रूप में संग्रहीत करेगा उसके बाद a21 इसके बाद a31 और उसके बाद a12 और इसी तरह तो यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है थ्रेड 0 इस कॉलम पर काम कर रहा है सी में यह कॉलम कैसे संग्रहीत किया जाता है यह सन्निहित नहीं है एक पंक्ति सन्निहित है स्तंभ C में सन्निहित नहीं है फोरट्रान में स्तंभ सन्निहित है ठीक है इसलिए लेकिन हम अभी के लिए C से लगे रहेंगे तो कॉलम सन्निहित नहीं है और यह एक समस्या है ठीक है क्योंकि ये डेटा एक्सेस करते हैं हर डेटा एक्सेस को मेमोरी पर हिट की आवश्यकता होती हैयह कैश में नहीं मिल रहा है ठीक है तो हम दूसरे दृष्टिकोण का अध्ययन करते हैं मैं A की एक पंक्ति उठाता हूं और x के कॉलम में गुणा करता हूं और मुझे क्या मिलेगा मुझे y का पहला एलिमेंट मिलेगा तो यह सन्निहित हैएक वेक्टर हमेशा सन्निहित होता हैमेरा मतलब है चाहे वह स्तंभ हो या पंक्ति कोई फर्क नहीं पड़ता एक वेक्टर एक वेक्टर है यह हमेशा सन्निहित रूप से संग्रहीत होता है और इस दृष्टिकोण के बारे में क्या अच्छा है आप इस पंक्ति को भी सन्निहित रूप से एक्सेस कर रहे हैं इसलिए आपको स्ट्रीमिंग का लाभ मिल रहा है यह सन्निहित है हाँ और प्रत्येक थ्रेड y के एक अलग स्थान y के एक अलग एलिमेंट को लिख रहा है इसलिए उसके पास स्वामित्व है जो लिखा जा रहा है तो आपको लॉक्स की आवश्यकता नहीं है आपको क्रिटिकल सेक्शन की आवश्यकता नहीं है आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते एल्गोरिथ्म पर निर्भर करता है लेकिन उन बुनियादी चीजों में से एक जो आपको करने की कोशिश करनी चाहिए आउटपुट के आधार पर अलग अलग थ्रेड्स को दिए गए काम को विभाजित करें जहां उन्हें लिखना है क्योंकि यदि आप उन क्षेत्रों को अलग कर सकते हैं जहां वे लिख रहे हैं तब आप बहुत सारे लॉक्स और लॉक और क्रिटिकल सेक्शन के ओवरहेड से छुटकारा पा सकते हैं लेकिन जब आप इस कोड को चलाते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर एक बुनियादी समस्या है वह क्या है तो आइए हम दो थ्रेड्स को देखें तो मान लें कि पहला थ्रेड् पंक्ति 1 पर काम कर रहा है दूसरा थ्रेड् पंक्ति 2 पर काम कर रहा है खैर दोनों x को एक्सेस कर रहे हैं यह कोई मुद्दा नहीं है जब कई प्रक्रियाएं एक ही एलिमेंट को पढ़ रही हैं तो एक ही डेटा को पढ़कर इसे उनके स्थानीय कैश में लाया जा सकता हैएकमात्र समस्या तब आती है जब उनमें से कोई भी उस डेटा को लिखता है कैश कोहेरेंसी प्रोटोकॉल याद रखें ठीक है इसे जाना है और या तो सभी अन्य कैश को अमान्य या अपडेट करना है तो समस्या लेखन के साथ आती है पढ़ने के साथ वहाँ नहीं है यदि हर कोई केवल डेटा पढ़ रहा है तो यह प्रत्येक के कैश में आ जाएगा और वहाँ निवास करेगा कोई समस्या नहीं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है तो यह प्रोसेसर एक है यह प्रोसेसर दो है सही है और उसका अपना कैश है उसका अपना कैश है इसलिए जहाँ तक A और x का संबंध है सही कोई समस्या नहीं है वे केवल इन्हें पढ़ रहे हैं और इन्हें क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं कोई मुद्दा नहीं यहाँ समस्या है कि y के साथ क्या होगा जब प्रोसेसर 1 y को पढ़ता है सही है तो यह उसके कैश में कहीं लोड होने वाला है तो यह y 0 को अपडेट कर रहा है लेकिन दुर्भाग्य से आपको जो मिलता है वह कैश लाइन है आपको एक एलिमेंट नहीं मिलता है तो इसके कैश में क्या आया है शायद 4 एलिमेंट्स ठीक है कैश लाइन साइज और डेटा साइजपर निर्भर करता है लेकिन अगर आपके पास एक 8 बाइट डबल प्रेसीजन फ़्लोटिंग पॉइंट नंबर और 32 बाइट कैश लाइन है तो आपको 4 एलिमेंट्स मिलेंगे तो कैश में क्या आया है न केवल y 0 बल्कि y 1 y 2 y 3 ये सभी प्रोसेसर 1 के कैश में हैं अब प्रोसेसर दो ने काम करना शुरू कर दिया है यह यहाँ पर y 1 लाने जा रहा है और जब यह y 1 प्राप्त करता हैयह स्वतः y 0 y 2 और y 3 भी लाने वाला है दोनों में एक ही कैश लाइन आने वाली है ठीक है अब जिस क्षण प्रोसेसर 1 y 0 को अपडेट करेगा क्या होने जा रहा है हालांकि इसने y 1 को अपडेट नहीं किया है फिर भी यह उस कैश लाइन को छू गया है और कुछ डेटा अपडेट किया गया है या नहीं या अभी डर्टी है जो कि एलिमेंट् पर नहीं कैश लाइन पर नज़र रखता है क्योंकि कैश को यह नहीं पता होता है कि आप इसमें कौन सा डेटा स्टोर कर रहे हैं एक कैश केवल यह जानता है कि मेरे पास 32 बाइट लाइन है यह बस इतना सब जानता है तो आपने इस कैश लाइन में कुछ डेटा को छुआ है तो कैश कहता है कि यह अब डर्टी है यह कैश लाइन डर्टी है उस का निहितार्थ क्या है कैश कोहेरेंसी प्रोटोकॉल आ जाता है और यह चला जाता है और हम कहते हैं इस कैश लाइन को अमान्य करता है जिस पर प्रोसेसर 2 पर काम कर रहा था और फिर प्रोसेसर 2 जब यह y 1 को अपडेट करने की कोशिश करता है तो यह इसे डर्टी करने वाला है अन्य कैश लाइन को अमान्य करने का क्या मतलब है इसका मतलब है कि अगली बार प्रोसेसर 1 y 0 पर काम करना चाहता है इसे फिर से जाना होगा और इसे मेमोरी से लाना होगा क्योंकि इसका डेटा डर्टी चिह्नित किया गया है इसलिए या तो आप अमान्य कर रहे हैं या आप अपडेट कर रहे हैं अमान्य करने के मामले में क्या होता है जब भी आप अपने मूल्य को अपडेट करते हैं तो आप जाते हैं और उन सभी कैश को चिह्नित करते हैं जहां एक ही लाइन लोड हुई हैआप जाएं और उन्हें अमान्य के रूप में चिह्नित करें जिसका अर्थ है कि अगली बार जब प्रोसेसर उस डेटा को उस कैश लाइन में एक्सेस करना चाहता है तो उसे मेमोरी में जाना होगा अपडेट करने के मामले में आपको क्या करना है आपको वास्तव में उस डेटा को भेजना होगा आपको उस डेटा को अन्य सभी कैश में भेजना होगा जहां वह कैश लाइन रहती है ताकि वे स्थानीय कैश को अपडेट कर सकें तो मुद्दा मिल रहा है दोनों मामलों में सिंक्रनाइज़ेशन का बहुत अधिक ओवरहेड है अतः इसे गलत साझाकरण कहा जाता है हालांकि आप डेटा साझा नहीं कर रहे हैंलेकिन कैश लाइन का आकार बड़ा होने के कारणआर्किटेक्चर को ऐसा लगता है कि आप डेटा साझा कर रहे हैं वे दोनों उस डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे डर्टी चिह्नित कर रहे हैंसही तो इस समस्या से निपटने के कई तरीके हैं एक यह है कि इसे केवल स्थानीय चर में संग्रहीत करें और इसे अंत में y 0 या y 1 में केवल एक बार अपडेट करेंसही छात्र प्रोसेसर 2 का कैश y 0 क्यों स्टोर करेगा इसे स्टोर करना चाहिए y 1 y 2 y 3 y 4 क्योंकि यह y 1 को अपडेट कर रहा है तो जिस तरह से कैश काम करता है अगर आपकी कैश लाइन का आकार 32 है फिर केवल वही प्रविष्टियाँ जिनका पता 0 से 31 है पता 32 से 63 और इसी तरह आप स्टोर कर सकते हैं इसके बावजूद कि आप कौन सा डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो अब आप इस समस्या से कैसे निपटेंगे तो इससे निपटने के कई तरीके हैं एक यह है कि आप परिणाम को कुछ स्थानीय चर निजी चर में संग्रहीत कर सकते हैं और फिर अंत में आप जाते हैं और y 0 को अपडेट करते हैं सही लेकिन यह वह तरीका नहीं है जो आप काम करना चाहते हैं ठीक है यह बहुत स्वाभाविक नहीं है यकीन है आप ऐसा कर सकते हैं यह एक समाधान है और कोई और उपाय कोई कुछ और आप सुझाव दे सकते हैं तो यहाँ है कि आप क्या कर सकते हैं आप कह सकते हैं कि मुझे पहले 1 शायद 10 12 16 जो भी पंक्तियों को थ्रेड 0 पर आवंटित करने के लिएसही है अगले थ्रेड 1 पर और इसी तरह तो मैं यहाँ बड़े मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहा हूँसही इसलिए मैं बस फिर से एक डायनेमिक शेड्यूल का उपयोग कर सकता हूं और इसे शायद 16 या कुछ के टुकड़े में विभाजित कर सकता हूं और 16 पंक्तियों पर समय काम कर सकता हूंसही और रनटाइम को यह पता लगाने दें कि इसे थ्रेड्स के बीच कैसे विभाजित किया जाना है कोड कैसा दिखेगा यह वही है जो कोड दिखता है दाएं मैंने जोड़ा ' pragma omp parallel for' डायनेमिक सही के रूप में शेड्यूल के साथ यह i क्या है यह i कुछ भी नहीं है लेकिन पंक्तियाँ यह पंक्ति संख्या हैसही इसलिए मैं सिर्फ डायनेमिक कॉमा कह सकता हूं आइए हम कहते हैं 16 यह मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट को समानांतर करने के लिए पर्याप्त है जो अच्छी तरह से काम करता है तो हमेशा कुछ गलत साझा होता है जो होने जा रहा है ठीक है आप इसे पूरी तरह से टाल नहीं सकते लेकिन आपको इसे कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए यदि आप जानते हैं कि आप जानते हैं गलत साझा से बचने के लिए सरल तरीके हैं तो आपको निश्चित रूप से उपयोग करना चाहिए तो यहाँ भी मेरा मतलब है दिन के अंत में जब आपको y सही के 16 एलिमेंट्स आवंटित किए गए हैं तो आप नहीं जानते कि वह 32 बिट सीमा निर्धारित करता है या नहीं सही है कि इसमें हो सकता है कैशे लाइन के बीच में शायद यह कैशे लाइन यहां से शुरू होती है और यहीं तक जाती है इसलिए यदि आप भी उससे बचना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी पूरी अरे 32 बाइट की सीमा से शुरू हो तो यह एक कैश लाइन पर शुरू होता है तो सी में ऐसा करने के तरीके हैंसहीआप उन चीजों को निर्दिष्ट कर सकते हैं और फिर यह सुनिश्चित करना कि आपके द्वारा निर्दिष्ट चंक साइज है फिर से डेटा की एक मात्रा जो कि कैश लाइन के आकार से कई गुना अधिक है तो आप वह सब कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं